चार्ज वितरण की एनर्जी II एक उदाहरण पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि यदि मेरे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसकी एनर्जी या असेंबली करने में किया गया कार्य दिया जाता है E14π012∬rρr r r drdr अब हम पहले से ही निर्धारित चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक उदाहरण को हल करने जा रहे हैं इसके लिए हम रेडियस r का एक स्फीयर लेंगे जिसके अंदर एक समान चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रो ⍴ के द्वारा दिखाया गया है तो चार्ज्ड स्फीयर के संपूर्ण आयतन पर एकसमान वितरित चार्ज डेंसिटी रो ⍴ के लिए कुल चार्ज Q43R3 होगा अगर मैं ऊर्जा की गणना करूंगा तो मैं इसे दो तरह से करूंगा ताकि आप उपरोक्त व्यंजक तथा चार्जेस को जोड़ने की समरूपता को देख सकें आइए हम पहले चार्जेस को इकट्ठा करते हैं और इसके लिए हमारे पास रेडियस r का एक स्फीयर है और मैं इसके अंदर एक नया चार्ज लाता हूं जिसके कारण हमें इस स्फीयर के ऊपर चार्ज डेंसिटी रो ⍴ तथा dr मोटाई का एक छोटा सेल बनाना होगा ऐसा करने में मैंने कितना कार्य किया है किया गया कार्य r दूरी पर पोटेंशियल गुणा नेट चार्ज जो अंदर लाया गया है अर्थात 4πr2dr ρ के बराबर होगा अब रेडियस r वाले इस ब्लैक स्फीयर के कारण r दूरी पर पोटेंशियल 14π0Qr4πr2ρdr द्वारा दिया जाएगा r रेडियस वाले इस स्फीयर के अंदर चार्ज Qr4π3r3 से दिया जाएगा और इसलिए इस वितरण की ऊर्जा E14π04π3r3r4πr2ρdr होगी आइए हम इसे हल करें इस 4𝜋 को 40के 4𝜋 के साथ रद्द होने के कारण 4π30 प्राप्त होता है यह रो और यहां पर यह रो मिलकर मुझे रो स्क्वायर⍴2 देते हैं जबकि r r3 से रद्द होकर r2 देता है इसलिए मेरे पास 0 से R के बीच इंटीग्रेशन मै r4dr बचा रह जाता है E14π04π3r3r×4πr2ρdr4π3020Rr4dr क्योंकि इसी अंतराल के बीच में चार्ज एकत्रित किए गए हैं इस प्रकार हमें प्राप्त होता है E4π302R55 आइए इसे चार्ज के संदर्भ में लिखें आपने पहले भी देखा है मैं इस तरफ लिख रहा हूं कि नेट चार्ज Q 4π3R3 द्वारा दिया जाता हैऔर इसलिए रो निकल कर आता है 3Q4R3 इसे यहां प्रतिस्थापित करने से आपको प्राप्त होगा E4π302r554π309Q2162R6r55 इस 4𝜋 को 162 के साथ रद्द करने पर 4𝜋 प्राप्त होता है इस 3 को 9 के साथ रद्द करने पर 3 प्राप्त होता है और इस प्रकार एनर्जी का व्यंजक प्राप्त होता है E35Q24π0R जो कि चार्ज डेंसिटी रो के साथ एक समान रूप से चार्ज किए गए स्फीयर की एनर्जी है आइए हम पहले से प्राप्त एक अन्य व्यंजक का उपयोग करके इसकी गणना करें जहां हमने कहा है कि एनर्जी इस प्रकार भी लिखी जा सकती है कि E14π012∬rρr r r dVdV यहां पर एक बिंदु स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं dr को dV के स्थान पर तथा dr' को dV' के स्थान पर लिखता जा रहा हूं अतः आप इस से भ्रमित ना हो अब आप इसे 12∬dV V के रूप में लिख सकते हैं और यहां पर इस पद ∬ρr r r dV को जब 14π0 के साथ संयुक्त कर लेते हैं तो यह और कुछ नहीं बल्कि V होता है लेकिन ध्यान दें कि यह V अंतिम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण है इससे पहले कि हम इसे एनर्जी के लिए हल करें हमें पहले अंदर उपस्थित चार्ज के कारण V की गणना करनी है अब यह V अंतिम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पोटेंशियल है क्योंकि यहां पर यह रो संपूर्ण चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण नेट चार्ज डेंसिटी है अब पहले के किसी असाइन्मन्ट में आप इस V के लिए हल कर चुके हैं और यदि आपको याद है तो V और कुछ भी नहीं बल्कि दिया जाता है Vr14π03Q2R 12Qr2R3 तो यह एक असाइनमेंट है जो मैंने पहले दिया था इसलिए कि आप देख सकते हैं कि यह 14π0QR for rR के बराबर है अर्थात Vr14π03Q2R 12Qr2R314π0QR for rR इसलिए कुल एनर्जी 12rdV के साथ पोटेंशियल को रखने से प्राप्त हो रही है E12rdV14π03Q2R 12Qr2R3 यहां पर r एक नियतांक है यहां पर यह पहला पद 3Q2R एक नियतांक है और इसलिए इंटीग्रेशन के द्वारा Q के साथ इस नियतांक का गुणनफल प्राप्त होता है और इसलिए इसको 12Q4π03Q2R लिखा जा सकता है अगला पद माइनस के साथ है और यहां पर यह ½ और यहां का ½ मिलकर ¼ हो रहे हैं और साथ में QR3 प्राप्त हो रहा है और यहां पर 14π0 भी है और अब इंटीग्रेशन पद ρ4πr2drr2 बच जाता है यहां पर एक नियतांक है और यह r2 यहां से प्राप्त हुआ है E12rdV14π03Q2R 12Qr2R312Q4π03Q2R 14 QR314π00Rρ4πr2drr2 आइए देखें कि क्या हमने पदों को ठीक से लिखा है यहां पर यह 12 और 12 मुझे 14 देता है यह हमने QR3लिखा हुआ है 14π0 यहां पर लिख लिया है और फिर इसके बाद ρ4πr2drr2 पद भी यह ठीक है तो अब मैं इसे Q24π0R 34 Q4π0R3144R55 लिख सकता हूं क्योंकि यह इंटीग्रेशन 0 से R तक है इस प्रकार उपरोक्त व्यंजक से Q24π0R को कॉमन निकालने के बाद हमें Q24π0R 34 1R2144πR55Q प्राप्त होता है यहां पर यह R2 R5 से रद्द होगा और हमें R3 प्राप्त होता है इस प्रकार हम Q24π0R 34 14154πR3Q लिख सकते हैं 4πR3 3Q के बराबर है E12rdV14π03Q2R 12Qr2R312Q4π03Q2R 14 QR314π00Rρ4πr2drr2 Q24π0R 34 1R2144πR55QQ24π0R 34 14154πR3Q और इसलिए मुझे जो एनर्जी मिलती है वह है EQ24π0R34 1203QQ यहां पर QQ कैंसिल हो जाता है और प्राप्त होता है EQ24π0R34 320 जिसको आगे हल करने पर मिलता है E35Q24π0R जोकि पहले प्राप्त हुए उत्तर की ही भांति है EQ24π0R34 1203QQ35Q24π0R तो अब हमने दो अलग अलग तरीकों से चार्ज वितरण की ऊर्जा के लिए हल किया है एक तरीके में हमने सोचा कि इसे बाहर से चार्ज लाकर इकट्ठा किया जा रहा है और इसलिए हमने मौजूदा चार्ज के कारण पोटेंशियल की गणना की और फिर इसको बोर्डिंग चार्ज के इंटीग्रेशन के साथ मल्टीप्लाई किया जबकि दूसरे तरीके में हमने 12rdV व्यंजक का सीधा उपयोग किया तो अंत में निष्कर्ष यह है कि यदि आपके पास चार्ज वितरण या चार्ज का संग्रह है तो मैं इस प्रणाली के लिए एनर्जी को लिख सकता हूं E1214π0∬rρr r r dVdV जोकि E12VrrdV व्यंजक के समान है यहां पर Vr पूर्ण चार्ज वितरण के कारण पोटेंशियल है E12VrrdV प्वाइंट चार्जेस से युक्त चार्ज वितरण के मामले में रो डेल्टा फ़ंक्शनDelta Function δ के अलावा और कुछ नहीं होता है और इस प्रकार वापस वही व्यंजक प्राप्त होगा जो दिया जाता है E12ij i≠j QiQj4π0 ri rj चार्ज के निरंतर वितरण से लेकर पॉइंट चार्ज वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तक के बदलाव में आपको सावधान रहना होगा कि इस मामले में dV0 के लिए dV का मान शून्य नहीं होगा क्योंकि यहां पर पॉइंट चार्ज डेल्टा फंक्शन की भांति है और इसलिए इंटीग्रेशन करते समय हमें प्वाइंट चार्जेस के आपस में इंटरेक्शन पर ध्यान नहीं देना होगा आप याद करें पहले जब मैं इस फॉर्मूले पर चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा था कि कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में यह dV सूक्ष्म रूप से छोटे वॉल्यूम पर शून्य हो जाता है लेकिन पॉइंट चार्ज के लिए नहीं होता है अतः सावधान रहना होगा मैं चाहता हूं कि आप इस व्याख्यान को सुनने के बाद यह संबंध बनाएं